सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने एडर सब्सट्रैक्टर सर्किट देखा था हमने हाफ एडर को डिफाइन किया फुल एडिशन को डिफाइन किया फिर हमने 4 बिट एडिशन देखा 8 बिट एडिशन देखा और फिर रिप्पल कैरी एडिशन देखा आज के क्लास में हम देखेंगे की रिप्पल कैरी एडर में जो प्रोपेगेशन डिले है वह क्या है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर हम कुछ ऐसे सर्किट देखेंगे जो हमें फास्ट एडिशन करने देता हो मतलब जहां एडिशन जल्द से हो जाए तो एडिशन होगा मतलब सबट्रैक्शन भी होगा जब हम 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic के बारे में बात करेंगे तो हम शुरू करेंगे कि रिप्पल कैरी एडिशन में जो डिले है वह क्या है अगर आप याद करें जो हमने 4 बिट एडिशन का जो उदाहरण देखा था 1111 जो A था जिसे हमने 0 0 0 1 जोकि B था उससे ऐड किया था हमने देखा कि पहले ही स्टेज पर कैरी जनरेट हुआ था और यही कैरी हर स्टेज से रिप्पल होते हुए फाइनल कैरी तक पहुंचता है तो 1 1 1 1 जब हम 0 0 0 1 से ऐड करते हैं तो कैरी जेनरेट होता है और यह कैरी फाइनल स्टेज में आ जाता है और इसी कारण इसे रिप्पल कैरी कहते हैं तो अगर हम नंबरस को एक टाइम t0 पर रखें और हम यह मानकर चलें की हर एक बेसिक गेट को प्रोपेगेशन डिले टाऊ है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है तो हर एक गेट के लिए डिले लगभग एप्रोक्सीमेटली approximately टाऊ है अगर हम XOR गेट पर ध्यान दें तो उसे AB प्राइम प्लस A प्राइम B की जरूरत है तो इसकी सर्किट को 2 टाऊ का गेट डिले लगेगा क्योंकि इसका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो 2 बेसिक गेट डिले हैं तो अगर ऐसा है तो 4 बिट रिप्पल कैरी एडिशन के लिए कितना डिले होगा तो जो मैक्सिमम डिले पात या क्रिटिकल पात जो हम देखेंगे वह तब जब हम नंबर को प्लेस करते हैं और फिर हमें रुकना है ताकि कैरी सबसे आखिर वाले एंडमोस्ट endmost एडर तक पहुंच जाए तो यही टाइम लेना होगा तो t0 पर कैरी बनता जेनरेट generate है AB प्लस BCin प्लस Acin से तो वह है AND गेट का एक बैंक और Or गेट इसका मतलब पहला कैरी जेनरेट होने के लिए 2 टाऊ का डिले है फिर यह यहां जाएगा फिर AND ऑपरेशन और फिर OR ऑपरेशन होगा जिसके वजह से 2 टाऊ का डिले और होगा तो C1 को और 2 टाऊ लगेगा मतलब 4 टाऊ C2 को 6 टाऊ और फाइनल C3 को 8 टाऊ लगेगा इसका मतलब यदि 8 बिट हो तो 16 टाऊ का डिले लगेगा तो हम देख सकते हैं की प्रोपेगेशन डिले यह क्यूम्यूलेटिव़ है और n बिट एडिशन के लिए 2n टाऊ का डिले रहेगा कैरी जेनरेट करने के लिए तो अब हम देखेंगे कि सम बिट जनरेशन में क्या हो रहा है तो हमने कंसीडर किया था S3 S3 Ai XOR Bi रहेगा तो जो पहला XOR वाला हिस्सा है वह 2 टाऊ टाइम में होगा फिर उसके बाद C3 C2 6 टाऊ पर मिल जाएगा इसके बाद दूसरा XOR ऑपरेशन की जरूरत है तो 6 टाऊ प्लस 2 टाऊ मतलब 8 टाऊ टाइम तक S3 भी मिल जाएगा तो यह इसका मैक्सिमम टाइम होगा अगर इसे एक पूरे चीज की तरह कंसीडर करें तो 4 बिट एडिशन को 8 टाऊ का मैक्सिमम टाइम लगेगा जब कैरी सबसे आखिर वाले पॉइंट एंडमोस्ट endmost पर है तो अब हम कुछ ऐसे तंत्र याने मेकैनिज्म देखेंगे जिससे हम एडिशन टाइम को कम कर सकते है क्योंकि अगर नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा हो तो ज्यादा डिले एक्यूमलेट होगा मतलब n बिट के लिए 2n टाऊ डिले तो एक तरीका यह है कि हम कैरी जनरेशन वाला जो इक्वेशन है उसकी जांच करें और अगर हम उस इक्वेशन को देखें तो यह बेसिक कैरी जनरेशन इक्वेशन है हम यह भी देख सकते हैं कि उस इक्वेशन के अंदर एक रिकर्सिव एक्टिविटी है तो Ci जेनरेशन वेट करता है Ci माइनस 1 के लिए Ci माइनस 1 वेट करता है Ci माइनस 2 के लिए Ci माइनस 2 वेट करता है Ci माइनस 3 के लिए तो मैं यह कहना चाहती हूं कि यह चीजें कैस्केड में हो रही हैं यानी कि सीरियली एक के पीछे एक हो रहा है जिसके वजह से डिले एक्यूमलेट हो रहा है तो हम यह देखेंगे कि इस प्रोसेस को सीरियल प्रोसेस के बदले पैरॅलल् प्रोसेस कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे Ci का इक्वेशन जोकि AiBi और Ci माइनस 1 कॉमन लेते हुए मल्टीप्लाईड Ai प्लस Bi और फिर हम इसे इस तरीके से लिख रहे हैं तो यह नोटेशन के हिसाब से लिखना आसान है और हर बार दो वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं होगी तो एक है Gi जोकि AiBi है और दूसरा है Pi जोकि Ai प्लस Bi है पहला वाला AND गेट से मिलता है जिसमें बेसिक गेट डिले है दूसरा वाला OR गेट से मिलता है और इसमें भी एक बेसिक गेट डिले है जो पहला टर्म है उसे जनरेशन टर्म कहते हैं और दूसरे वाले टर्म को प्रोपेगेशन टर्म कहते हैं तो इन्हें ऐसे क्यों कहते हैं जनरेशन टर्म अगर Gi 1 हो तो पिछले स्टेज पर कैरी carry हुआ हो या ना हुआ हो उस स्टेज पर कैरी जनरेट होगा अगर A और B दोनों 1 हो तो Ai और Bi भी 1 है और Ci भी 1 होगा इसका पिछले स्टेज के कैरी होने से या ना होने से कोई लेना देना नहीं है इसीलिए हम इसे जनरेशन टर्म कहते हैं अब प्रोपेगेशन टर्म का क्या महत्व है अगर Pi 0 हो तो और अगर पिछले स्टेज में कैरी जेनरेट हुआ होगा तो यह कैरी प्रोपागेट नहीं होगा क्योंकि Ci माइनस 1 को हम Pi के साथ AND करते हैं तो अगर प्रोपेगेशन टर्म 1 है और पिछले स्टेज में कैरी भी है तो इससे इस स्टेज में कैरी जनरेट होता है इसलिए इसे प्रोपेगेशन टर्म कहते हैं तो यह इसकी महत्व है अब यह Gi और Pi समझने के बाद हम इक्वेशन फिर से देखते हैं तो C0 नॉट naught को हम G0 नॉट naught प्लस P0 नॉट naught C माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं C माइनस 1 पहले स्टेज में है तो पिछले वाले स्टेज में अगर कैरी रहा हो या फिर वह सबसे पहला स्टेज हो तो वह 0 रहेगा या फिर कैस्केड में हो तो पिछले स्टेज से आता है C1 को G1 प्लस C0 नॉट naught ऐसे लिख सकते हैं तो C0 नॉट naught इसे हम सब्सीट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में इस सब्सीट्यूशन के बाद C1 को G1 प्लस P1 G0 नॉट naught प्लस P1 P0 नॉट naught C माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं तो Gi और Pi जनरेशन का 1 टाऊ वहां है तो यह एक AND गेट दो इनपुट वाले और यह एक और AND गेट तीन इनपुट वाले तो यह आउटपुट केवल 1 टाऊ टाइम में जनरेट हो रहा है 3 टाऊ के बाद हमें C1 का वैल्यू मिलता है पहले जब हम रिप्पल कैरी मोड इस्तेमाल करते थे तब हमें C1 के लिए कितना टाइम लगता था 4 टाऊ टाइम लगता था तो इसमें हमें फायदा है यह फायदा ज्यादा नंबर ऑफ बिट एडिशन मतलब 3 बिट 4 बिट के लिए है या नहीं यह हम अगले स्लाइड में देखेंगे तो इसके लिए हम C2 का जो बेसिक इक्वेशन है उसे देखते हैं C2 को हमने G2 प्लस P2 C1 ऐसे लिखा है जोकि बेसिक इक्वेशन रिकर्सिव इक्वेशन है तो C1 का वैल्यू हम पिछले इक्वेशन से सब्सीट्यूट करेंगे जोकि G1 प्लस P1 G0 नॉट naught प्लस P1 P0 नॉट naught C माइनस 1 है और फिर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो अब हम यह देख सकते हैं हर एक Pi और Gi टर्म्ज़ 1 टाऊ के बाद जेनरेट होता है हर एक AND गेट जो कि पैरेलल ऑपरेशन कर रहा है वह 1 टाऊ टाइम लेगा तो 2 टाऊ और फिर आखिर में एक OR गेट जो कि यह सारे प्रोडक्ट टर्म्ज़ को कंबाइन करता है जो एक और 1 टाऊ टाइम लेगा तो मतलब 3 टाऊ डिले के बाद कैरी मिलेगा तो 3 बिट एडमिशन के लिए कैरी 3 टाऊ डिले के बाद जेनरेट होता है 4 बिट ऑपरेशन के लिए कैरी C3 का बेसिक इक्वेशन G3 P3 प्लस P3 C2 ऐसे लिख सकते हैं C2 का वैल्यू हम इक्वेशन 5 से यहां सब्सीट्यूट कर सकते हैं और फिर हमें इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा हम यह देख सकते हैं कि Pi और Gi टर्म्ज़ 1 टाऊ के बाद जनरेट होगा और यह प्रोडक्ट टर्म्ज़ और एक टाऊ के बाद जेनरेट होगा और आखिर में OR टर्म कुल मिलाकर टोटल 3 टाऊ तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स कितना भी हो कैरी जनरेट होने के लिए टाइम हमेशा 3 टाऊ ही लगेगा यह इस पैरेलल ऑपरेशन के वजह से है जबकि सीरियल ऑपरेशन में जो कैरी जनरेशन टाइम है वह ऐसा नहीं है एक चीज की सावधानी हमें रखनी होगी यह की कितने गेट फैन इन फैन आउट ईशु या प्रॉब्लम से कनेक्ट हो रहा है तो जब तक उसका उल्लंघन वायलेट violate नहीं हो रहा तब तक वह इतना सिंक करंट दे पाएगा तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर यह एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इसे अनिश्चित डेफिनेट indefinite रूप से बढा नहीं सकते और हमें इसे कुछ नंबर ऑफ बिट्स तक ही सीमित कन्फाइंड confine रखना होगा तो इस तरीके से कैरी जेनरेट होता है तो कैरी 3 टाऊ टाइम के बाद जेनरेट होता है हमें Ai XOR Bi XOR गेट से मिल जाता है 3 टाऊ टाइम तक और कैरी को आने में 3 टाऊ टाइम लगेगा 4 बिट ऑडिशन के लिए तो कुल मिलाकर 5 टाऊ टाइम में हमारा फाइनल उत्तर रिजल्ट result मिलता है पहले केस में हमने देखा था कि फाइनल उत्तर रिजल्ट result मिलने में 8 टाऊ टाइम लगता था तो यह केस में डीले क्यूम्यूलेटिव़ नहीं है यह सर्किट कैसे बनाएंगे इसका जो सर्किट बनेगा वह थोड़ा सा कॉन्प्लेक्स होगा नॉर्मल रिप्पल कैरी एडिशन के सर्किट के तुलना में तो अब हम दिखाएंगे दो बिट्स सम और कैरी बिट्स कैसे जनरेट होता है तो यह A1 B1 A0 नॉट naught B0 नॉट naught G1 P1 और G0 नॉट naught P0 नॉट naught है जो जनरेट हो रहा है AND गेट OR गेट से C0 नॉट naught के लिए G0 नॉट naught प्लस P0 नॉट naught C माइनस 1 लगेगा तो यह G0 नॉट naught यहां आ रहा है P0 नॉट naught C माइनस 1 यहां आ रहा है और इन दोनों कोOR कर रहे हैं तो यह OR गेट का दूसरा इनपुट है तो इस तरीके से C0 नॉट naught जनरेट हो रहा है C1 को जनरेट करने के लिए G1 प्लस P1 G0 नॉट naught प्लस P1 P0 नॉट naught C माइनस 1 लगेगा तो यह G1 P1 G0 नॉट naught P1 P0 नॉट naught C माइनस 1 है और इस तरीके से C1 जनरेट हो रहा है अब जो सम बीट जनरेट करना है वह XOR से कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि G XOR P XOR Ci हमें वही आउटपुट देता है हम यह प्रेफर करेंगे कि हम इसे G XOR Pi से जनरेट करें A XOR Pi के बजाय इसलिए बाहरी दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड external world से कनेक्टड है तो यह लोड कैसे होगा और यह एक्सटर्नल सर्किट में कैसे चल रहा है इन सब के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं तो यहां हमें केवल यही पता है कि वह कितना करंट हैंडल कर सकता है और ऐसी दूसरी सारी चीजें तो जब हम फाइनल सम बीट जनरेट करते हैं तब हम Gi और Pi का XOR लेते हैं नाक की Ai और Bi को यह एक कमर्शियल IC IC 7483 है आप ढूंढ सकते हो और देख भी सकते हो कि 7483 जैसे बहुत सारे और IC's है जो 4 बिट फास्ट एडिशन करते हैं हर एक मेन्यफ़ेक्चर्र अपने अलग तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते है तो यह A0 नॉट naught A1 A2 A3 मेंशन किया हुआ है B0 नॉट naught B1 B2 B3 मेंशन किया हुआ है S0 नॉट naught से लेकर S3 तक आउटपुट है यह है जो मेन्यफ़ेक्चर्र फॉलो करता है हमने इनपुट पर C माइनस 1 यूज़ किया है और C3 फाइनल कैरी आउट है मेन्यफ़ेक्चर्र ने कैरी के लिए C0 नॉट naught से लेकर C4 तक फॉलो करता है कुछ मेन्यफ़ेक्चर्र का अगर आप देखें तो सम बिट के जगह वह लोग सिगमा साइन समेशन 1 समेशन 2 और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए इस्तेमाल करते हैं तो यह कुछ छोटी छोटी अंतर या डिफरन्स जो हमें ध्यान देना है खास तब जब हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो या फिर कोई पर्सनल हॉबी प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट करते वक्त दूसरी चीज जो ध्यान रखना वह NOR गेट NAND गेट का इस्तेमाल करना AND OR गेट के बजाय जो कि हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है लॉजिक सेम ही है वह एक उदाहरण लेकर देखेंगे कैरी लुक अहेड एडर सर्किट के खत्म होने पर ग्रुप कैरी जेनरेशन भी देखेंगे उस चर्चा में तो यह कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है जब हम इस तरीके का IC यूज करते हैं यह थे कुछ चीजें जो 4 बिट फास्ट एडर मैं होती है अगर हमें 8 बीट एडिशन करना हो तो कैसे करें अब फिर से कैस्केडिंग का इस्तेमाल करेंगे कैस्केडिंग के लिए हम यह एक एडर और एक दूसरा एडर लेंगे तो इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे आउटपुट कैरी जो जेनरेट होता है यहां इनपुट के तौर पर जाता है यह चीज रिप्पल कैरी एडिशन के समान है तो कैरी इनपुट 13 मोर सिग्निफिकेंट बिट का प्रीवियस स्टेज से C3 के जनरेशन का वेट करेंगे जिसे 3 टाऊ का टाइम लगेगा तो आपको इसके जैसा एक और स्टेज मिलेगा यह 4 बिट है और यह दूसरा 4 बिट है तो यह 6 टाऊ टाइम का वेट करेंगे इस कैरी को जनरेट करने के लिए तो जैसे आप जानते हैं इसी तरीके से 4 बिट ब्लॉकस होते हुए जाती है मतलब कैरी रिप्पल होते हुए एक IC से दूसरे IC की तरफ जाता है तो इसका मतलब यह क्यूम्यूलेटिव़ बन जाता है हर एक ब्लॉक फास्ट एडर है जो उसी तरीके का एडिशन करता है जो हमने कैरी लुक अहेड एडर में देखा था हम आपको वही अरेंजमेंट दिखा रहे हैं जिससे हम फास्ट एडर इस्तेमाल कर एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों ही कर सकते हैं हम वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पहले किया था हमारे पास XOR गेट का एक बैंक यहां है और XOR गेट का बैंक यहां भी है सम इनपुट 1 है जब हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं जोकि ऐड होता B7 से B0 नॉट naught तक के नंबर के 2's कंप्लीमेंट 2's complement के इनिशियल कैरी को तो यह XOR गेट आउटपुट का 1's कंप्लीमेंट और यह 1 यहां इनपुट कैरी की तरह आ रहा है और जब एडिशन होगा तो यह सम 0 होगा इसका मतलब B0 नॉट naught से B7 तक यहां आएगा कोई इंवर्जन नहीं होगा और यह 0 है तो यहां नॉर्मल एडिशन होगा हमें यह ध्यान देना है कि इन ब्लॉकस के आक्रोस कैरी रिप्पल हो रहा है अब हम एक मेकैनिज्म देखेंगे जिससे इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में फास्ट एडिशन है और हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमें 4 बिट से ज्यादा का एडिशन करना हो मान लो 12 बिट या 32 बिट या 16 बिट तो हमें क्या करना है इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए तो अब हम फिर से कैरी जनरेशन का जो बेसिक इक्वेशन है उसे देखेंगे तो जो कैरी C3 जो नेक्स्ट ब्लॉक को इनपुट के तौर पर जा रहा है वह कैसे जनरेट होता है C3 फर्स्ट कैरी फास्ट एडर में जनरेट हो रहा है यह जो टर्म है जब यह 1 होगा तब C3 जनरेट होता है और इस पर निर्भर नहीं होता है कि इस ब्लॉक को कैरी इनपुट था कि नहीं इसे हम ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म G3 G0 ऐसे डिफाइन करते हैं यह टर्म एक अलग रंग में है जब यह 0 रहता है यदि इस ब्लॉक के इनपुट पर कैरी हो तो भी यह टर्म प्रॉपगेट नहीं होता है इसके जो इक्वेशन है और दूसरी सारी चीजें हैं वह जो हमने फास्ट एडर डेवलपमेंट देखा है उसी के समान है तो इसे हम ग्रुप कैरी कहते हैं इसलिए क्योंकि वह हर एक Ai's और Bi's से जनरेट होता है प्रोपेगेशन टर्म हमें Ai's और Bi's के इंडिविजुअल बिटवाइस OR करने से मिलता है तो यह ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म है अब हम इसको ग्रुप के तौर पर देख रहे हैं यह 4 बिट एडर फास्ट एडर है यह C3 और C माइनस 1 है यह A3 0 और B3 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं हमने जो डिफाइन किया है C3 को G3 से 0 प्लस P3 से 0 गुणाकार मल्टीप्लाई multiply C माइनस 1 यह वाला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के समान है जो हमने पहले देखा है तो पहले हम बिटवाइस कैरी जनरेशन कर रहे थे अब हम ब्लॉकवाईस कैरी जनरेशन कर रहे हैं है जो हम कर रहे हैं और यह ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म और ग्रुप कैरी प्रोपेगेशन टर्म है पहले वह केवल G जनरेशन टर्म और प्रोपेगेशन टर्म था अब वह ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म और ग्रुप कैरी प्रोपेगेशन टर्म है पिछला वाला बिटवाइस था और यह वाला ब्लॉकवाईस है जो इसका डिफरेंस है अगर एक और ब्लॉक है इसके आगे जो C3 इनपुट लेकर C7 जेनरेट करता है तो यह C7 है जो कि जनरेशन टर्मस और प्रोपेगेशन टर्मस से लिखते हैं जो इस ब्लॉक पर जेनरेट होता है G7 4 और P7 4 जिसका इनपुट C3 है इस C3 को हम सब्सीट्यूट कर सकते हैं पिछले इक्वेशन equation से और फिर एक्सपेंड करेंगे तो हमें यह मिलता है जोकि फास्ट एडर डेवलपमेंट के समान है तो अगर हम ऐसे ही करते जाए अगले स्टेज के लिए तो 16 बिट एडिशन के लिए C15 जनरेट होता है इस तरीके से अगर हम हर एक टर्मस को देखें तो आउटपुट पर ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म G3 0 और P3 0 जेनरेट कर रहे हैं इसका इस्तेमाल कर हम C15 को जनरेट करते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा G3 0 को 3 टाऊ टाइम लगेगा ऐसा क्यों हर एक Gi's और Pi's को 1 टाऊ टाइम लगता है प्रोडक्ट को 1 टाऊ टाइम लगता है और फाइनल OR करने के लिए 1 टाऊ टाइम लगता है तो Gi ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म को 3 टाऊ टाइम लगेगा और ग्रुप कैरी प्रोपेगेशन टर्म को 3 टाऊ टाइम लगेगा इन दोनों में हायर वैल्यू 3 टाऊ है फिर प्रोडक्ट का 1 टाऊ और आखिर में OR का 1 टाऊ तो कुल मिलाकर 5 टाऊ टाइम लगता है इस कैरी को जेनरेट करने के लिए तो एक एग्रीगेटर की जरूरत है जो हर एक टर्मस को ऐड कर सकता है ग्रुप कैरी जेनरेशन और प्रोपेगेशन टर्म जेनरेट कर सकता है हम देख सकते हैं कि यह जो एक इक्वेशन है पिछले इक्वेशन के समान है यह एग्रीगेटर इंडिविजुअल बिट लेता है उसकी कैरी जेनरेट करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर यह इक्वेशनस कंपेयर करने पर हमें यह समझ आता है तो यह लुक अहेड कैरी जेनरेटर IC 74182 का सर्किट है यह 4 ऐसे टर्मस लेते हैं 4 जेनरेशन टर्मस और 4 प्रोपेगेशन टर्मस तो यह एक ग्रुप कैरी जनरेशन टर्म और ग्रुप कैरी प्रोपेगेशन टर्म हो सकता है या फिर नॉर्मल बेसिक नंबरस भी हो सकता है बाकी जैसे आप जानते हैं वो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसकी बेसिक इक्वेशन पहले के समान ही है यहां इनपुट कैरी है और यह सारे इंडिविजुअल स्टेजस के आउटपुट कैरी है यह है फाइनल ग्रुप जनरेशन टर्म और प्रोपेगेशन टर्म है मल्टीलेवल यूज के लिए यह इसका सर्किट है जैसे पहले बताया गया है इन्वर्टर NOR गेटस और बाकी सारी चीजें जो हमें पिछले उदाहरण की तरह सोचने पर मजबूर करता है तो उदाहरण के तौर पर यह सर्किट लेते हैं तो हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक की जांच करेंगे की क्या यह इक्वेशन से मैच हो रहा है कि नहीं तो यह वह ब्लॉक है देखना है तो यहां जो G0 नॉट naught बार और P0 नॉट naught बार जोकि AND हो रहा है यह इनपुट G0 नॉट naught बार है G0 नॉट naught बार यहां से आ रहा है Cn एक्टिव हाय है पर यहां एक इनवर्टर है तो यह Cn बार है तो इस NOR गेट का जो इनपुट है वह G0 नॉट naught बार P0 नॉट naught बार और G0 नॉट naught बार Cn बार है तो NOR गेट का जो इनपुट है जो जेनरेट कर रहा है Cn प्लस x फर्स्ट लेवेल कैरी है फिर हम डिमॉर्गन थीअरेम लगाएंगे तो यह G0 नॉट naught बार P0 नॉट naught बार इस पूरे का बार को AND करना है AND इसलिए क्योंकि OR साइन कंप्लीमेंट के बाद AND बन जाता है G0 नॉट naught प्राइम C0 नॉट naught प्राइम को इस तरीके से AND करते हैं और फिर से डिमॉर्गन थीअरेम लगाएंगे तो यह बनेगा G0 नॉट naught कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट जोकि G0 नॉट naught है और P0 नॉट naught कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट जोकि P0 नॉट naught है उसी तरीके से यह G0 नॉट naught है और यह Cn है अब जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे ताकि हमें उसका सम ऑफ प्रोडक्ट फ़ॉर्म निकाल सके तो यह G0 नॉट naught देता है यह G0 नॉट naught Cn G0 नॉट naught P0 नॉट naught और P0 नॉट naught Cn है अगर हम G0 नॉट naught ओ कॉमन लेते हैं तो 1 Cn P0 नॉट naughtजोकि G0 नॉट naught है और एक और टर्म P0 नॉट naught Cn मिलेगा तो हमें बेसिक इक्वेशन G0 नॉट naught प्लस P0 नॉट naught Cn मिलेगा यहां C माइनस 1 है जो हमने यूज़ किया था वह कान्सेप्ट से यह C1 बनेगा अगर ग्रुप कैरी हो तो यह ग्रुप कैरी टर्मस है यह G3 0 प्लस P3 0 गुणाकार मल्टीप्लाई multiplied C माइनस 1 तो यह C3 है इसी तरीके से बाकी के जो टर्मस चाहे वो ग्रुप कैरी हो या नॉर्मल जनरेशन प्रोपेगेशन टर्म हो वह जेनरेट होगा उस पर्टिक्युलर बिट के लिए या फिर उस पर्टिक्युलर ब्लॉक के लिए आज के क्लास का सारांश लेते हुए रिप्पल कैरी एडर में डिले क्यूम्यूलेटिव़ है अगर बेसिक गेट डिले टाऊ है तो n बिट एडिशन को डेटा देने के बाद 2 टाऊ टाइम लगता है कैरी लुक अहेड एडर सीरियल से पैरॅलल् का कन्वर्शन का इस्तेमाल करते हैं यह रिप्पल कैरी का इंटरनल प्रोसेस है जिसमें एडिशन कंप्लीट होने के लिए 5 टाऊ टाइम लगता है पैरॅलल् एडर का केस्केडिंग जहां एक ब्लॉक का कैरी आउटपुट दूसरे ब्लॉक को कैरी इनपुट के तौर पर दिया जाता है इससे ब्लॉक के बीच कैरी रिप्पल होता है क्यूम्यूलेटिव़ डिले के साथ इससे बचने के लिए हम एडिशनल ग्रुप जनरेशन टर्मस और प्रोपेगेशन टर्मस ले सकते हैं जिससे हमें कैरी लुक अहेड बाय अ एग्रीगेटर मिलेगा जो कैरी जनरेशन का समय कम कर देता है धन्यवाद